कीवर्ड्स लोड स्विचेस हॉर्स पावर लाइन फ्यूल एयर रेशिओ पंखे फ्लो कंट्रोल फ्लो रेट डैम्पर्स स्पीड ड्राइव औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण के पाठ में आपका स्वागत है इस पाठ में जो चर गति ड्राइव के साथ ऊर्जा बचत का हकदार है हम समझाने और प्रदर्शित करने जा रहे हैं एक तरह के अनुप्रयोग के लिए जो उद्योग में बहुत आम है सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के फ्लो कंट्रोल एप्लिकेशन क्या हैं यह वह एप्लीकेशन है जिस पर हम विचार करने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रवाह गैस या तरल पदार्थ का हो सकता है इसलिए हमारे पास या तो हमारे पास पंखे या ब्लोअर है या हमारे पास पंप हैं पंखे ब्लोअर और पंप एक विशाल गठन करते हैं भार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है जो मोटर्स और मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं जो उद्योग में बड़ी मात्रा में बिजली का उपभोग करते हैं इसलिए वे बहुत ही सामान्य अनुप्रयोग हैं और ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं कि ऐसे अनुप्रयोगों में प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाना है और फिर हम यह भी देखने जा रहे हैं कि प्रवाह को आमतौर पर मोटर द्वारा पंप चलाकर नियंत्रित किया जाता है लेकिन यदि आप पंप को ड्राइव करते हैं मोटर तो यह एक निश्चित मात्रा में हवा चलाएगी हम कहते हैं अगर आपके पास पंप है तो यह पानी हो सकता है अब इस हवा या पानी की मांग हर समय एक जैसी नहीं रहती है इसलिए प्रवाह को नियंत्रित करना होगा अब वहाँ हैं इसलिए सबसे पहले हम कैसे करते हैं जब हम एक मशीन को पंप से जोड़ते हैं तो प्रवाह की मात्रा क्या होती है यह पंप विशेषताओं पर निर्भर करता है जो मशीन की विशेषताओं पर निर्भर करता है इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं कि जब आप पंप या पंखे को एक साथ लोड से जोड़ते हैं तो ऑपरेटिंग बिंदु कैसे स्थापित किया जाता है दबाव क्या होगा जो प्रवाह के साथ काम करता है यह वास्तव में एक ऑपरेटिंग बिंदु स्थापित करते हैं जब आप एक बैटरी को सर्किट या लोड से जोड़ते हैं इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हम इस ऑपरेटिंग बिंदु को किस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं इस आधार पर देखें कि हमें इस ऑपरेटिंग बिंदु को महत्व देना है क्योंकि हमें प्रवाह को अलग करने की आवश्यकता है अब ऑपरेटिंग बिंदु को अलग अलग करने के विभिन्न तरीकों से प्रवाह अलग अलग हो सकता है और ऐसा है इनमें से कुछ तरीके शायद बहुत सरल हैं लेकिन ऊर्जा के दृष्टिकोण से कुशल नहीं हो सकता जबकि अन्य अधिक जटिल तकनीक को शामिल कर सकते हैं लेकिन संभवतः अधिक ऊर्जा की बचत होगी इसलिए हम दो सबसे सामान्य तकनीकों को देखने जा रहे हैं और यह दिखाते हैं कि उनकी ऊर्जा की विशेषताएँ अलग कैसे होने जा रही हैं वास्तव में यह इस पाठ्यक्रम में अगले कुछ पाठों को प्रेरित करेगा जो हम औद्योगिक ड्राइव पर करने जा रहे हैं शायद यह पाठ दिखाएगा कि औद्योगिक ड्राइव क्यों हैं मेरा मतलब है कि कहानी के कम से कम एक पक्ष को दिखाते हैं कि चर गति ड्राइव महत्वपूर्ण क्यों हैं मेरा मतलब है कि औद्योगिक स्वचालन नियंत्रण में ऐसी महत्वपूर्ण तकनीक तो अंत में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि चर्चा के दौरान कब किस प्रकार के प्रवाह नियंत्रण या ड्राइव को चुनना है ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऊर्जा की बचत सभी महत्वपूर्ण मानदंड हैं इसलिए हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे तो आइए हम एक पंखे की मूल विशेषता पर ध्यान दें इसलिए हम यहां हैं पंखा है यह पंखे की आंतरिक विशेषता है चाहे जो भी लोड हो इसलिए पंखा वास्तव में एक दबाव विकसित करता है यह आउटलेट है और एक निश्चित प्रवाह भी विकसित करता है और यह तब विकसित होता है जब पंखा एक निश्चित गति से घुमाया जाता है इसलिए जब हमने इस वक्र को प्लॉट किया है जो एक है जिसका एक अक्ष प्रवाह है और दूसरा अक्ष दबाव है इसलिए यह दबाव को दर्शाता है दबाव आप जानते हैं कुछ हद तक वोल्टेज और प्रवाह कुछ वर्तमान की तरह है इसलिए इस अर्थ में यह ऐसा है जैसे कई हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसलिए यह कुछ हद तक बैटरी या ऊर्जा स्रोत की छठी विशेषताओं की तरह है और हमें यह याद रखना चाहिए कि घुमाव की निश्चित गति पर यह वक्र कुछ गति से खींचा जाता है इसलिए यदि रोटेशन की गति को बदल दिया जाता है तो फिर यह विशेषता ऊपर और नीचे स्थानांतरित हो जाएगी वास्तव में आपको कम गति के साथ विशेषताओं का एक परिवार मिलेगा सही तो यह पंखे की विशेषताएं हैं जैसे कि अब यदि यह पंखा अब एक लोड से जुड़ा हुआ है तो लोड का मतलब है कि यह विभिन्न चीजें हो सकती हैं उदाहरण के लिए आमतौर पर पंखे भट्टियों में उपयोग किए जाते हैं इसलिए भट्ठी में आमतौर पर यदि आप जाते हैं एक पावर स्टेशन के लिए आप पाएंगे कि आपके पास बड़े बॉयलर हैं और इन बॉयलरों को भट्टियों द्वारा गर्म किया जाता है और इन भट्टियों में दो विशाल पंखे होते हैं जिन्हें एक को इंडूसड ड्राफ्ट पंखा कहा जाता है दूसरे को फोर्स्ड ड्राफ्ट पंखा कहा जाता है तो ये आप जानते हैं जैसे कि मेरा मतलब है भट्ठी एक तरह की एक चूल्हे की तरह है इसलिए आपको दहन के लिए पानी को उड़ाने हवा में उड़ाने की जरूरत है इसलिए यह पंखा वास्तव में उस हवा और इंडूसड ड्राफ्ट पंखे को वास्तव में उड़ाते हैं इसका मतलब है कि दहन के बाद की हवा को बाहर निकाल देता है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड से भरा I इसलिए यह भट्ठी है जो लोड है इसलिए यदि आप पंखे को भट्ठी से जोड़ते हैं तो पंखे की एक निश्चित गति से कुछ ऑपरेटिंग बिंदु या एक निश्चित दबाव प्रवाह स्थापित किया जाएगा इसलिए मूल रूप से हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं I यह एक पंखे की विशेषता है जो कि थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी यह थोड़ा जटिल है वास्तव में मूल रूप से ठीक है आइए हम इस पर एक नज़र डालें मूल रूप से जो किया जा रहा है वह यह है वास्तव में वक्र का एक परिवार देता है सही तो इस अक्ष पर इस अक्ष पर आपके पास यह सीएफएम है अर्थात क्यूबिक फीट जो प्रति मिनट वॉल्यूम की एक इकाई है इसलिए यह वॉल्यूम प्रवाह दर के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह अक्ष Q है ठीक है और यह पानी के स्तंभ के इंच में कुल दबाव है इसलिए मूल रूप से यह दबाव या P है अब इसलिए आप देखते हैं पंखे की विशेषता का हिस्सा दिखाया गया है और आप देखें कि वक्रों के एक परिवार को दिखाया गया है इसलिए ये वक्रों के परिवार क्या हैं इसलिए मूल रूप से विभिन्न ऑपरेटिंग बिंदु उदाहरण के लिए यदि आप इन निरंतर रेखाओं को देखते हैं तो मैं इसे यहां खींचूंगा इसलिए उदाहरण के लिए ये रेखा यह इस संख्या 500 से शुरू होता है और यहां इसे RPM लिखा जाता है इसलिए इसका अर्थ है कि यह है यदि पंखा को 500 RPM पर घुमाने के लिए बनाया गया है तो दबाव प्रवाह की विशेषता इस वक्र का पालन करेगी इसी तरह आपके पास विभिन्न गति के लिए कर्व्स का एक परिवार है दूसरी ओर इस बिंदीदार रेखाओं को देखो इसलिए यह बिंदीदार रेखा यह बिंदीदार रेखा यह 150 है इसलिए ये निरंतर हार्स पावर लाइनें हैं इसलिए ये हैं निरंतर हार्स पावर लाइनें इसलिए यदि आप इसे इस वक्र के साथ संचालित करते हैं तो आपके पास एक आप हमेशा 150 हार्स पावर खर्च करते हैं इसी तरह आपके पास कई नंबर हैं सही इसी तरह आपके पास दक्षता हो सकती है निरंतर दक्षता विशेषताओं का कहना है कि यह सत्तर प्रतिशत रेखा है यह अस्सी प्रतिशत रेखा है और इसी तरह तो मूल रूप से यह वक्र दिखाता है कि यदि पंखा विभिन्न गति से संचालित होता है तो क्या हो रहा है इसलिए मूल रूप से कुछ स्थिरांक के साथ दबाव प्रवाह की विशेषताएं हैं या तो गति स्थिर है या ऊर्जा स्थिर है इसलिए आप आसानी से ऑपरेटिंग पॉइंट पा सकते हैं और वास्तव में हम इस वक्र का उपयोग करेंगे बाद में पता लगाने के लिए वास्तव में ऊर्जा बचत की गणना करने के लिए सही तो यह समझने के बाद कि हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी देर में इस वक्र पर वापस आ जाएंगे हां इसलिए यहां अब हम आते हैं कि एक ऑपरेटिंग Operating पॉइंट Point कैसे स्थापित किया जाता है इसलिए आप देखें जैसे याद रखें कि जब हम जब हम अपने सर्किट कोर्स में ऑपरेटिंग Operating पॉइंट Point की गणना करते हैं तो हम आकर्षित करते हैं कि लोड लाइन के रूप में क्या जाना जाता है सही तो दूसरी ओर आपके पास एक है एक लोड का एक निश्चित विशेषता साधन है आप इस लोड के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में प्रवाह बनाना चाहते हैं तो शायद भट्ठी के माध्यम से आपको एक निश्चित मात्रा बनाने की आवश्यकता है ठीक हैं मान लीजिए कि आप एक पाइप Pipeलेते हैं तो पाइप Pipe के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में प्रवाह बनाने में सक्षम होने के लिए आपको दो छोरों पर एक निश्चित मात्रा में दबाव अंतर बनाने की आवश्यकता होती है वह पाइप Pipe तो यह उस पाइप Pipeकी विशेषता है जो किसी दिए गए प्रवाह को बनाने के लिए कितना दबाव अंतर की आवश्यकता होती है और आमतौर पर पता चलता है कि यह एक वर्ग नियम का पालन करता है मूल रूप से बर्नौली Bernoulli प्रवाह के कारण ऐसा होता है जब आपके पास अशांत प्रवाह के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है कि जब प्रवाह का वेग अधिक होता है तब एक नियम होता है जिसे बर्नौली का नियम कहा जाता है जिससे आप यह जान सकते हैं कि किसी भी संकुचन के माध्यम से दबाव प्रवाह सम्बन्ध यदि प्रवाह वेग पर्याप्त रूप से अधिक है अर्थात यदि रेनॉल्ड्स संख्या बहुत अधिक है तो प्रवाह को अशांत कहा जा सकता है तब आम तौर पर दबाव प्रवाह संबंध द्विघात होता है इसलिए लोड Loadआमतौर पर इस तरह के समीकरण का अनुसरण करता है कुछ निरंतर K के साथ इसलिए यह एक संकीर्ण अवरोध है K का यह मान उच्च होने वाला है यदि यह K का खुला निर्माण मान कम और ऐसा होने वाला है इसलिए यदि आप ऐसा लोड Load कनेक्ट Connect करते हैं पंप के पार तब वे इंटेरसेक्ट करेंगे और यह ऑपरेटिंग बिंदु है इसलिए यह ऑपरेटिंग बिंदु है तो तुरंत अगर आप कनेक्ट करते हैं तो यह प्रवाह है और यह वह दबाव है जो स्थापित होने वाला है इसलिए जो दबाव स्थापित किया जाएगा यदि आप इस पंप को इस भार से जोड़ते हैं तो यह प्रवाह होगा स्थापित और यह दबाव स्थापित किया जाएगा तो अब हम प्रवाह को अलग करने के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें लोड विशेषताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए यदि आपकी विद्युत ऊर्जा की मांग कम हो जाती है तो आपको दहन की दर को कम करने की आवश्यकता है तो आपको प्रवाह को कम करने की आवश्यकता है हवा का प्रवाह भट्ठी में सही है तो आप ऐसा कैसे करते हैं इसलिए आम तौर पर ऐसा होता है यह एक विशिष्ट मामला है हम इसे सिस्टम लोड प्रोफ़ाइल कह रहे हैं जिसका अर्थ है कि जिस प्रणाली से हमने जोड़ा है लोड कैसे करते हैं हम आपका लोड से क्या मतलब है हमारा मतलब प्रवाह की दर से है तो आप देखते हैं कि यह है यह मांग है एक विशिष्ट मांग प्रोफ़ाइल है इसलिए यह कहता है कि हम कहते हैं कि यह अधिकतम प्रवाह 100 है जो हो सकता है कि हम 100 प्रतिशत कह रहे हैं इसलिए चूंकि हमने सुरक्षा मार्जिन की कुछ राशि रखी होगी तो शायद अधिकतम प्रवाह शायद ही कभी होता है शायद बिल्कुल नहीं होता है या शायद बहुत कम समय में होता है तो अधिकांश समय यह प्रवाह वास्तव में है जब आप 45 से 70 के बीच देखते हैं तो इस समय अधिकतम प्रवाह प्रवाह सीमा के 45 से 70 के भीतर रहता है इसी तरह यह रहता है यह 40 और 45 के बीच रहता है इसलिए यह है कि आप 11 बिंदु जानते हैं इस समय का प्रतिशत इसलिए 1 2 3 4 5 इसलिए लेकिन 50 से अधिक समय यह इस प्रवाह सीमा के भीतर रहता है और इसी तरह यह 1 समय के लिए 25 से 30 और 4 से अधिक समय के लिए 30 से 35 तक रहता है इसलिए यह मूल रूप से दर्शाता है कि कुल परिचालन समय में हम एक दिन कहते हैं मेरा क्या मतलब है लोडिंग क्या है यदि आप 40 से 45 या 50 से 55 विशेष लोडिंग स्तर के लिए लोडिंग कहते हैं कितना रहता है समय का कितने प्रतिशत तो कुछ चीजें हैं जो यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है सबसे पहले ध्यान दें कि पंखे के आकार को 100 विचार के आधार पर चुना जाना चाहिए इसलिए क्योंकि 100 की मांग के लिए पंखा बहुत कम समय के लिए आता है यदि आप यदि आप ऐसे उपकरण का चयन करते हैं तो वह मांग पूरी हो जाएगी पंखो के आकार का चयन 100 द्वारा किया जाएगा लेकिन अधिकांश समय यह काम नहीं करेगा यह उस स्तर पर काम नहीं करेगा तो बल्कि यह ज्यादातर समय आधे स्तर पर काम करेगा और यह बहुत कम समय के लिए बहुत कम स्तर पर भी काम करेगा इसलिए यह एक विशिष्ट भार विशेषता है अब देखते हैं कि क्या होता है इसलिए हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हर समय सही रखने की आवश्यकता है तो अब देखते हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट्स को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है इसलिए इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है इसलिए यह कहता है कि यह ऐसा है जिसे आप मोटे तौर पर जानते हैं क्योंकि हम एक उदाहरण देखने जा रहे हैं इसलिए हमारे उदाहरण में देखें 100 CFM CFM का अर्थ है एक लाभ मूल रूप से प्रति मिनट घन फीट प्रवाह यह है CFM का मतलब Q है इसलिए 100 प्रवाह 10 समय के लिए रहता है 80 प्रवाह 40 समय के लिए रहता है 60 के लिए 40 40 10 समय के लिए रहता है ऐसे मामले की कल्पना करें ठीक है अब हम देखते हैं कि नियंत्रित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं इनमें से एक एयरफ्लो को नियंत्रित करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप पंखे को चालू करें और बंद करें आपको पता है कि यह नियमित रूप से होता है यदि आप एक घर का एयर कंडीशनर Conditioner देखें आपने देखा होगा कि पंखा मेरा मतलब है उस स्थिति में कंप्रेसर चालू और बंद होता है ठीक है तो यह एक प्रकार का ऑन ऑफ नियंत्रण है इसलिए इसी तरह से यदि आप प्रवाह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप पंखे को बंद और चालू भी कर सकते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा तो आप देखते हैं कि यदि आप पंखे को चालू करते हैं तो मान लीजिए कि प्रवाह दर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी फिर से गिर जाएगी और फिर आप इसे चालू कर देंगे और फिर इसे बंद कर देंगे इसलिए आप एक औसत प्रवाह स्थापित करने में सक्षम होंगे और यह औसत वास्तव में उस पर निर्भर करेगा जिसे ड्यूटी अनुपात के रूप में जाना जाता है इसलिए यह चालू है यह बंद है इसलिए मूल रूप से औसत मूल्य होगा या वास्तव में क्या होगा तो यह धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा क्योंकि समय स्थिरांक पर्याप्त तेज़ होगा बजाय की यह इस तरह होगा इसलिए जिस क्षण आप इसे धक्का देते हैं उस पर कुछ प्रवाह स्थापित हो जाएगा जिस क्षण आप इसे बंद कर देंगे उस प्रवाह में गिरावट आएगी यह एक अनुमान है वास्तव में प्रवाह तेजी से बढ़ेगा और हम तेजी से गिरेंगे इसलिए यदि आप लगभग इसे एक चौकोर लहर के रूप में इसलिए यदि आप इसे चालू करते हैं और इसे बंद कर देते हैं तो मूल रूप से यदि यह प्रवाह दर Qmax है तो औसत प्रवाह दर दिया जाएगा Qmax x यह जानना बहुत आसान है यह Ton है और यह Toff है तो आप जिस औसत प्रवाह को बदल सकते हैं केवल Ton में वृद्धि करके केवल Ton और Toff को बदलकर ये हैं यह शायद सबसे सरल तरीका है आपको कुछ भी नहीं चाहिए आपको ज़रूरत है आपको केवल मोटर Motor और शक्ति मोटर Motorऔर पंखे की आपको वैसे भी आवश्यकता होती है लेकिन जहाँ तक मोटरMotorको चलाने के लिए उपकरणों का संबंध है आपको कुछ भी नहीं चाहिए आपको बस मोटरMotor चालू करने की ज़रूरत है एक निश्चित आवृत्ति पर मोटरMotor को एक निश्चित दर पर बंद करें इसके लिए भी आपको कुछ चाहिए उपकरण लेकिन यह बहुत सरल है लेकिन यह शायद ही कभी इस तथ्य के कारण उपयोग किया जाता है कि प्रवाह स्पंदन होगा और आप जानते हैं कि इस तरह के पंखे आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं हमें ज़रूरत है हम उन्हें दहन जैसी चीजों के लिए ठंडा करने के लिए उपयोग करते हैं इसलिए भट्ठी में क्या होगा कुछ समय के लिए अचानक बहुत हवा आएगी इसलिए जब बहुत सारी हवा आएगी अगर वहाँ है तो देखें कि हम क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं हम ईंधन दे रहे हैं और हम हवा दे रहे हैं इसलिए हम ईंधन से अधिकतम तापीय क्षमता प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ईंधन वायु अनुपात पूर्ण ईंधन वायु अनुपात होना चाहिए जैसे कि ईंधन का पूर्ण दहन होगा इसलिए यदि आप अधिक वायु डालते हैं तो वायु भी व्यर्थ हो जाती है और यदि आप कम हवा डालते हैं तो ईंधन नहीं जलेगा इसलिए दूसरे शब्दों में प्रवाह का वह स्पंदन मूल्य दहन प्रवाह नियंत्रण के लिए अच्छा नहीं है इसलिए इसी तरह प्रवाह नियंत्रण के लिए एक और प्रमुख अनुप्रयोग शीतलन के लिए है तो यह अच्छा नहीं है इसलिए यदि आप कभी कभी यदि आप शीतलक भेजते हैं और कभी कभी यदि आप इसे नहीं भेजते हैं तो उपकरण पर तापमान स्पंदित हो जाएगा और यह तापमान प्रतिक्रिया दरों को प्रभावित कर सकता है यह थर्मल का कारण हो सकता है उपकरणों पर तनाव इसलिए सामान्य तौर पर औद्योगिक प्रवाह नियंत्रण समस्याओं के लिए हम ऐसे स्पंदनों को सहन नहीं कर सकते हैं इसलिए यह ऑन ऑफ on off नियंत्रण विधि अच्छी नहीं है तो हम अन्य तरीकों के लिए जाते हैं तो अन्य तरीके क्या हैं तो एक और बहुत ही सरल विधि है इसलिए ऑन ऑफ नियंत्रण सबसे सरल नियंत्रण है वहाँ चरण है तापमान में उतार चढ़ाव होने वाला है मूल रूप से प्रवाह में उतार चढ़ाव का कारण होगा तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है कभी कभी घरेलू अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है आपके पास कम भार है और आपके पास एक बड़ी मात्रा है इसलिए यदि आप तो बहुत कुछ है आप थर्मल कैपेसिटेंस जानते हैं इसलिए कमरे की बड़ी मात्रा के कारण प्रवाह में थोड़ा बदलाव महसूस नहीं किया जाएगा तो कभी कभी घर अनुप्रयोगों के वेंटिलेशन HVAC अनुप्रयोगों के लिए इस तरह के नियंत्रण का उपयोग किया जाता है लेकिन आमतौर पर औद्योगिक उपयोग नहीं किया जाता है अगला नियंत्रण जो प्रयोग किया जाता है उसे पंखे के लिए आउटलेट Outlet डम्पर नियंत्रण कहा जाता है इसलिए आउटलेट Outlet स्पंज का अर्थ है मूल रूप से एक स्पंज का मतलब है आप जानते हैं कि आप इसे नसों के एक सेट की तरह देखते हैं आप इस तरह से जानते हैं आप कभी कभी जानते हैं आपने देखा होगा क्या है जो कहा जाता है जब आप धूप से बाहर रखने के लिए खिड़कियों पर कुछ रखते हैं तो आप जानते हैं कि वे हैं आप अंतराल को बदल सकते हैं आप उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं या तो आप उन्हें इस तरह रख सकते हैं या आप उन्हें इस तरह रख सकते हैं ताकि कुछ हवा बह सके तो मूल रूप से डैम्पर्स भी इसी तरह की चीजें हैं इसलिए आप क्या करते हैं आप पंखे के आउटलेटपर एक डैम्पर्स डालते हैं इसलिए मूल रूप से डैम्पर्सडाल प्रतिरोध करते हैं और हवा को स्पष्ट रूप से प्रवाह करने की अनुमति नहीं देते हैं इसलिए इसके द्वारा आप कम करने की कोशिश करते हैं प्रवाह यह एक तरीका है यह प्रवाह नियंत्रण की एक अपेक्षाकृत सरल विधि है क्योंकि डैम्पर्स में किसी विशेष प्रतिरोध को बनाने या किसी विशेष नम कोण को बनाने के लिए आवश्यक नियंत्रण वास्तव में बहुत सरल है लेकिन तीसरी विधि क्या है तीसरी विधि है जो कि बहुत ही ऊर्जा बचत करने वाली विधि है चर गति पंखा नियंत्रण है इसलिए आप कोई नुकसान नहीं डालते हैं बल्कि आप पंखे की गति को बदलते हैं और जब आप इसे कम करते हैं कम प्रवाह की आवश्यकता होती है लेकिन इसके लिए आपको मोटर चर गति ड्राइव की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता होती है खासकर जब मोटरकी तुलना में बड़ी होती है तो आप डैम्पर्सया वाल्वजानते हैं